पादप विकासात्मक जीवविज्ञान के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम रिवर्स जेनेटिक्स आधारित दृष्टिकोणों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे यदि आप पिछले व्याख्यान याद करते हैं तो हमने कार्यात्मक अध्ययन के लिए जीन की पहचान और उसको प्रथक करने का अध्ययन कर लिया है हमने अभिव्यक्ति पैटर्न विशेष रूप से ग्लोबल विश्लेषण या अभिव्यक्ति पैटर्न के विश्लेषण का अध्ययन किया है जहां डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जीन पहले से ही पहचाने गए हैं इस कक्षा में हम स्पेसीएल एक्सप्रेशन पैटर्न विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए यह विकासात्मक जीव विज्ञान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी अंग या किसी भी ऊतक का विकास एक संदर्भ पर आधारित प्रक्रिया है हमने चर्चा की है कि कोशिका से कोशिका का संचार विकास के मामले में एक प्रमुख प्रेरक कारक है इसलिए यदि आप रिवर्स जेनेटिक आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किसी विशेष जीन के कार्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है की आपको बहुत ही सावधानी से यह अध्ययन करना है कि एक्सप्रेशन का पैटर्न क्या है विशेष रुप से क्या यह स्पेसीएल और टेंपोरल एक्सप्रेशन पैटर्न है स्पेसीएल का अर्थ है कि यह कौन से ऊतक कौन सी कोशिकाएं या कौन से अंग मैं यह व्यक्त किया जाता है और टेंपोरल का मतलब है कि विकास के किस चरण में इसने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है इसलिए अभिव्यक्ति पैटर्न का स्पेसीएल और टेंपोरल रूप से विश्लेषण करने के कई तरीके हैं एक तरीका है आर एन ए इन सीटू संकरण यहां हम पूरे माउंट टिशू या ऊतक के भागो का उपयोग करते हैं पूरे माउंट टिशू में आप एक पूर्ण अंग या पूर्ण संरचना ले सकते हैं और फिर आप प्रोब कर सकते हैं कि एक विशिष्ट जीन विशिष्ट प्रोब के साथ है और फिर पहचान सकते हैं कि एक विशेष जीन कहां व्यक्त किया गया है ऊतक अनुभाग में हम पहले ऊतक को ठीक करते हैं और फिर 8 माइक्रोन या 10 माइक्रोन मोटाई के एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और फिर जीन विशिष्ट प्रोब के साथ उस क्रॉस सेक्शन को प्रोब करते हैं तो इस पद्धति का उपयोग आप मैसेंजर आरएनए की पहचान करने के लिए कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि आप ऊतक विशिष्ट तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल जीन गतिविधि को पहचान सकते हैं दूसरी बात जो आप अध्ययन कर सकते हैं वह है प्रोटीन इन सीटू संकरण जहाँ आप देख सकते हैं कि एक विशेष प्रोटीन कहाँ मौजूद है स्पेसीएल और टेंपोरल जीन अभिव्यक्ति पैटर्न का अध्ययन करने के अन्य तरीके भी हैं जो प्रमोटर रिपोर्टर ऐसे और प्रमोटर ट्रैपिंग हैं हम एक एक करके चर्चा करेंगे तो पहले हम आर एन ए इन सीटू शंकरण के बारे में चर्चा करेंगे या तो आप संपूर्ण इन सीटू शंकरण कर सकते हैं अथवा आप इससे एक भाग के ऊपर भी कर सकते हैं आर एन ए इंस्टीट्यूशन करण का पहला चरण टिशू प्रिपरेशन है आप किस ऊतक या किस अंग का अध्ययन करना चाहते हैं इस आधार पर आप सैंपल को इकट्ठा कर सकते हैं आप अपनी रूचि के अनुसार जड़ों को ले सकते हैं तना पुष्प क्रम फूलों को ले सकते हैं फिर आपको ऊतकों को ठीक करना है यह किसी भी चालू जैविक प्रक्रिया अथवा जैव रासायनिक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक है पौधे के ऊतकों को ठीक करने के लिए बहुत सारे fixative उपलब्ध हैं और यह दोनों प्रक्रियाएं संपूर्ण इन सीटू और लोंगिट्यूडनल अथवा क्रॉस सेक्शन इन सीटू में एक जैसी हैं लेकिन यदि आप यह सेक्शन या किसी एक भाग पर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह उत्तक को लेना है और इसे इंबेडिंग मीडिया में सम्मिलित कर देना है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक बहुत ही पतला सेक्शन बनाना चाहते हैं जोकि 8 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक पतला है यह इंबेडेड मीडिया ज्यादातर पैराफिन होता है और तब यहां पर इथेनॉल के माध्यम से एक डिहाईड्रेशन की प्रक्रिया है जिससे पानी को निकाल सकते हैं और फिर उसे पैराफिन की सहायता से फिल्टर कर सकते हैं और जब एक बार आपके पैराफिन के ब्लॉक तैयार हो जाते हैं तब आप इस नमूने को ले सकते हैं उसका क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं और उस सेक्शन को Poly L lysine कोटेड स्लाइड के ऊपर एकत्र कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका सेक्शन स्लाइड पर अच्छी तरह चिपक जाए और यह नीचे ना गिरे तब आपको एक आर एन ए प्रोब बनाना पड़ेगा यह आर एन ए आर एन ए इन सीटू शंकरण है इसका तात्पर्य है आप आर एन ए का प्रोब की तरह इस्तेमाल करके एक विशेष जीन के लिए मैसेंजर आर एन ए को ढूंढ रहे हैं इसलिए यदि आपको प्रोब को बनाना है तो आपको आरएन को एक प्रोब की तरह एंटीसेंस करना पड़ेगा क्योंकि यह एंटीसेंस आर एन ए जाकर सेंस आर एन ए से संकरण करेगा लेकिन एक कंट्रोल की तरह आप एक सेंस प्रोब को भी बनाएंगे यह वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैकग्राउंड सिग्नल क्या है आप यह प्रोब कैसे बनाएंगे यह में विस्तार में बताऊंगा किस के दो तरीके हैं पहला है कि आप पी सी आर आधारित प्रोब को संश्लेषित कर सकते हैं अथवा आप एक जीन विशेष फ्रेगमेंट को एक वेक्टर के अंदर क्लोन कर सकते हैं क्योंकि हम आर एन ए प्रोब को उत्पन्न कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया तो इसमें संलग्न है वह इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन है और यहां पर कौन सा प्रमोटर उपलब्ध है इस आधार पर हम या तो T7 आर एन ए पॉलीमरेज अथवा T3 RMA पॉलीमरेज टॉप उपयोग कर रहे हैं तो इसको करने की दो तरीके हैं प्रारंभ में लोग रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब बनाते थे लेकिन अब रेडियो एक्टिविटी से संबंधित परेशानियों के कारण हम अब रेडियो एक्टिव रहित प्रोब का उपयोग कर रहे हैं और इस प्रोब के संश्लेषण में आप या तो कोई भी एक NTP लेबल्ड आइसोटोप अथवा आप कुछ रासायनिक रूप से संश्लेषित NTP का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह बायोटीन लेबल्ड UTP है DIG अथवा digoxigenin लेबल्ड UTP और फिर जीन के आकार के आधार पर आप उनका उपयोग कर सकते हैं आप उनको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं तो मूल रूप से आप अपने जीन विशिष्ट टुकड़ा लेते हैं और क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन करते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके क्लोनिंग वेक्टर में T3 और T7 प्रमोटर होना चाहिए या आप उपलब्ध वेक्टर के आधार पर SP6 प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं और फिर अगर आपको एंटीसेंस प्रोब उत्पन्न करना है तो जीन विशिष्ट फ्रेगमेंट सेंस अभिविन्यास में होना चाहिए आपको टी 3 प्रमोटर और टी 3 आरएनए पोलीमरेज़ का उपयोग करना होगा ऐसा करने के लिए आप इस वेक्टर को यहाँ से रेखीय करें और फिर इस क्षेत्र को एक एंटीसेंस प्रोब के रूप में ट्रांस करने के लिए T 3 RNA पोलीमरेज़ का उपयोग करें लेकिन इस क्षेत्र को ट्रांसक्रिप्ट करते समय आप यूटीपी जोड़ रहे हैं जिसे डिगॉक्सिंजिन के साथ टैग किया गया है जिसे डीआईजी यूटीपी कहा जाता है और फिर अगर प्रोब का आकार बड़ा है तो इसे हाइड्रोलाइज करते हैं और लगभग 75 से 100 न्यूक्लियाइडाइड लंबा आकार का प्रोब बनाते हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि प्रोब का आकार बहुत अधिक है तो यह ठीक से संकरण के समय ऊतकों में नहीं जाएगा उदाहरण के लिए यह एक जेल चित्र है जो दिखा रहा है कि प्रोब कैसे उत्पन्न की जाए यह एक रैखिक प्लास्मिड है आपके पास इसमें जीन क्लोन किए गए विशिष्ट जीन के टुकड़े के साथ प्लास्मिड है फिर आपने इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन किया है और आपने प्रोब को बनाया है यह आरएनए प्रोब है लेकिन यह प्रोब आकार काफी अधिक है तो हमने इस प्रोब को हाइड्रोलाइज्ड कर दिया है और हमने एक छोटा हाइड्रोलाइज्ड प्रोब तैयार किया है अब यह हाइड्रोलाइज्ड प्रोब संकरण के लिए तैयार है संकरण के लिए हम क्या करते हैं संकरण के लिए जाने से पहले ऊतकों के साथ कुछ उपचार होते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण उपचार प्रोटीनएज़ K उपचार है यह बेहतर प्रोब पेनिट्रेशन की अनुमति देने के लिए ऊतक को आंशिक रूप से पचाने के लिए महत्वपूर्ण है और फिर एक बार जब आप अपने ऊतकों को ट्रीट कर लेते हैं तो इस आरएनए जांच का उपयोग करें और 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16 से 20 घंटे के लिए संकरण करें फिर एक बार आपका संकरण समाप्त हो जाने के बाद आपके लिए अनबाउंड प्रोब को निकालना बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा वे पृष्ठभूमि संकेत भी देंगे उन्हें हटाने के लिए हम आमतौर पर RNase ट्रीटमेंट करते हैं जोकि सामान्यतः RNase A है RNase A जो विशेष रूप से सिंगल स्ट्रैंडेड अनबाउंड RNA को नष्ट कर देता है तो यह ऊतकों से सभी अनबाउंड आरएनए को हटा देगा तब हम उसको निकालने के लिए अच्छी तरह से वाशिंग करते हैं भले ही कुछ गैर संकरणित प्रोब हो सिग्नल का पता लगाने के लिए जाने से पहले यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप ठीक से ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत सारे बैकग्राउंड सिग्नल होंगे एक बार एंटीसेंस आरएनए प्रोब के साथ प्रोब की जाती है तो आप एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं आमतौर पर हम एंटी डीआईजी एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारी एंटीसेंस आरएनए जांच डीआईजी के साथ टैग की गई है अब हम एक एंटीबॉडी का उपयोग कर रहे हैं जो डिगॉक्सिंजिन को पहचानता है तो यह एंटी डीआईजी एंटीबॉडी हम उपयोग कर रहे हैं किस विधि या किस तरीके से आप इसका पता लगाने जा रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि अगर आप कोलिमेट्रिक परख करना चाहते हैं तो हम एंटी डीआईजी एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं जिसमें क्षारीय फॉस्फेटस संयुग्म होते हैं लेकिन यदि आप फ्लोरोसेंट बेस डिटेक्शन के माध्यम से पता लगाना चाहते हैं तो आप कुछ फ्लोरोसेंट टैग प्रोटीन के साथ एंटी डीआईजी एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए रोडियामिन तो मूल रूप से आपने अब एंटीबॉडी के साथ स्लाइड को ट्रीट किया है फिर आपको अनबाउंड एंटीबॉडी को हटाने के लिए धोना होगा फिर जांच करने के लिए जा सकते हैं फिर से जांच करने की विधि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने किस तरह के एंटीबॉडी का उपयोग किया है इसलिए यदि आपने रेडियोधर्मी जांच का उपयोग किया है तो आप ऑटोरैडोग्राफी द्वारा संकेत का पता लगा सकते हैं यदि आपने एंटीडीजी एंटीबॉडी का उपयोग किया है जिसमें क्षारीय फॉस्फेट या अन्य रंग आधारित एंजाइम हैं तो आप रंग प्रतिक्रिया कर सकते हैं लेकिन यदि आप फ्लोरोसेंट टैग वाले एंटीबॉडी हैं तो आप सिग्नल का पता लगाने के लिए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा तो यह सीटू में पूरे माउंट का एक मामला है और जीन में से एक है जो चावल ट्रांसक्रिप्शन कारक MADS2 का पता लगाया गया था या इसकी अभिव्यक्ति पैटर्न के लिए विश्लेषण किया गया था जो कि गैर विकिरण डीआईजी यूटीपी एंटीस्सेंस आरएनए जांच का उपयोग करता था और यह प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोप से पता लगाया गया था तो यह वह अंग है जहाँ हम अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं इस अंग को लॉरिक्यूल कहा जाता है यह एक छोटा सा चावल के फूल वाला अंग है जिसे आप यहां बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि MADS2 पूरे अंग मैं कैसे व्यक्त होता है हमने इस पूरे लॉजिक्यूल को लिया है और हमने MADS2 के खिलाफ एंटीसेंस जांच का उपयोग करते हुए स्वस्थानी संकरण में पूरे माउंट का काम किया है और फिर एंटी रोडोडाइन लेबल एंटीबॉडी का उपयोग करके पता लगाया है और आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके साथ सीटू पद्धति में हम बता सकते हैं कि एमएडीएस 2 की अभिव्यक्ति असमान है आप देख सकते हैं कि समीपस्थ और बेसल क्षेत्र की तुलना में युक्तियों और परिधीय के परिधीय क्षेत्र में MADS2 संकेत अधिक है तो यह विश्लेषण हमें न केवल किसी विशेष अंग में अभिव्यक्ति की जांच करने की अनुमति देता है बल्कि यह भी हमें यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या प्रतिलिपि असमान रूप से वितरित की गई है इसी तरह यदि आप इस उदाहरण को लेते हैं यहाँ ये पेनिकल के अनुदैर्ध्य वर्गों पर किए गए थे यह राइस पैनिकल है और राइस पैनल्स राइस इनफ्लोरेसेंस है इसमें विभिन्न विकासात्मक चरणों में अलग अलग फ्लोरल्स होते हैं और यह ऊपरी पैनल यदि आप देखते हैं कि उन्हें जीन के लिए एंटीसेंस RNA जांच के साथ लेबल किया गया है जिसे MADS1 कहा जाता है लेकिन यह रेडियो लेबल जांच है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति प्रारंभिक चरण में सभी स्थानों पर है और फिर बाद में चरण यह लेम्मा और पेलिया तक ही सीमित है और आंतरिक अंगों में अभिव्यक्ति गायब हो रही है तो यह अनुभाग पर सीटू संकरण में रेडियोधर्मी लेबल आरएनए का एक विशिष्ट उदाहरण है दूसरी ओर यदि आप इस ओएसएमजीएच 3 को देखते हैं OsMGH3 एक डाउनस्ट्रीम जीन है जिसे MADS1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है यह गैर रेडियोधर्मी लेबल एंटीसेंस आरएनए जांच द्वारा किया जाता है और यदि आप इस चरण को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एमएडीएस 1 के समान ही यह पुष्प प्राइमोर्डिया में उच्च स्तर की अभिव्यक्ति को दर्शाता है लेकिन बाद के चरण में जब पुष्प अंग व्यवस्थित होते हैं तो आप पहले ही देख सकते हैं कि लेम्मा और पेलिया में अभिव्यक्ति कम हो गई है लेकिन आंतरिक अंगों में उच्च स्तर की अभिव्यक्ति हो रही है तो इस तरह यह विधि हमें अध्ययन करने की अनुमति दे रही है जहां वास्तव में एक विशेष जीन व्यक्त किया जाता है तो यह स्वस्थानी इन सीटू संकरण में आरएनए आरएनए का उदाहरण था लेकिन हम सभी जानते हैं कि अधिकांश मामलों में कार्यात्मक मॉलिक्यूल प्रोटीन है जो आरएनए नहीं है बेशक बहुत सारे आरएनए हैं जो प्रोटीन में ट्रांसलेटेड किए बिना काम कर रहे हैं लेकिन सामान्य मामलों में या आमतौर पर आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वे प्रोटीन बना रहे हैं इसलिए यदि आप एक ऊतक में प्रोटीन का पता लगाना चाहते हैं या यदि आप स्थानिक स्पेसीएल और टेंपोरल अस्थायी स्थानीयकरण प्रोटीन का पता लगाना चाहते हैं तो आप सीटू संकरण में प्रोटीन का प्रदर्शन कर सकते हैं जिसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है और आप क्या कर सकते हैं यह संपूर्ण माउंट का एक विशिष्ट उदाहरण है यह बिल्कुल आर एन ए इन सीटू शंकरण के समान है केबल जांच करने का तरीका थोड़ा अलग है तो यहां भी आप ऊतक को इकट्ठा करते हैं फिर फिक्सेशन करते हैं उसके बाद फिक्सेशन मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन किया जाता है और फिर आप एंटीबॉडी को जोड़ सकते हैं तो दो संभावनाएं हैं यदि आप एक प्रोटीन का पता लगाना चाहते हैं जिसके खिलाफ आपके पास पहले से ही एंटीबॉडी है तो आप उस एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास किसी विशेष प्रोटीन के हित में एंटीबॉडी नहीं है तो आप अपने प्रोटीन को कुछ टैग के साथ टैग कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप HA टैग MYC टैग या किसी भी प्रकार के टैग को जोड़ सकते हैं और फिर आप प्रोटीन लोकलाइजेशन का पता लगाने के लिए टैग के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं और फिर दो तरीके हैं यदि आपके पास प्राथमिक एंटीबॉडी पहले से ही संयुग्मों के साथ टैग की गई हैं तो आप बस प्राथमिक एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं अन्यथा आप प्राथमिक एंटीबॉडी के साथ पहले पता लगा सकते हैं और फिर आप द्वितीयक एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं जो प्राथमिक एंटीबॉडी के खिलाफ है और फिर आप सिग्नल की कल्पना कर सकते हैं सिग्नल विज़ुअलाइज़ेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं जो आप वास्तव में अलग अलग डाई से एक साथ स्टैन कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस उदाहरण को यहां लेते हैं तो एक प्रोटीन जो PIN1 एक ऑक्टिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इसके लोकलाइजेशन के लिए इसका अध्ययन किया गया है और आप देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल पिन प्रोटीन के लिए है और एक अन्य प्रोटीन जिसे लाल सिग्नल के साथ टैग किया जाता है वह ATPase है यह झिल्ली प्रोटीन को चिह्नित करने वाला है और फिर डीएपीआई को जो नीले रंग में है डीएपीआई मूल रूप से डीएनए के साथ बांधता है तो यह न्यूक्लियस में रहने बाला है पिन प्रोटीन के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन की जांच करने के लिए तीनों का एक साथ उपयोग किया गया है अगर आप यहां देखेंगे यह इसका विस्तृत संस्करण हो सकता है और आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह कोशिका सीमा है और कोशिका सीमा में पिन प्रोटीन बहुत विशेष रूप से स्थानीय या विषम रूप से कोशिका झिल्ली के एक तरफ स्थानीयकृत है लेकिन झिल्ली के इस भाग में प्रोटीन स्थानीयकरण बहुत छोटा है ऐसे बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध है जहां पर प्रोटीन इन सीटू संकरण अथवा इम्यून इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री की मदद से प्रोटीन को पहचान सकते हैं तो अगली विधि जिसका उपयोग टेंपोरल और स्पेशियल जीन अभिव्यक्ति की निगरानी के लिए किया जा रहा है वह प्रमोटर रिपोर्टर ऐसे है यदि आप हमारे पिछले व्याख्यान में से एक को याद करते हैं तो हमने चर्चा की है कि दो प्रकार के प्रमोटर रिपोर्टर ऐसे हो सकते हैं आप या तो ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं अथवा ट्रांसलेशनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट इन दोनों में क्या अंतर है ट्रांसक्रिप्शनल ट्यूशन कंस्ट्रक्ट में आप अपने जीन का केवल प्रमोटर अथवा आगे का सीक्वेंस ही लेते हैं है इसलिए यह आपका जीन है तो आप केवल प्रमोटर भाग को लेते हैं और यह कंस्ट्रक्ट आपको बताएगा कि ट्रांसक्रिप्शनल अथवा प्रमोटर एक्टिविटी कहां उपलब्ध है और फिर आप 1 तरह के रिपोर्टर जीन का उपयोग करते जैसे कि GUS GFP RFP किसी भी तरह का रिपोर्टर जीन आप यहां उपयोग कर सकते हैं और फिर यदि आप इस तरह के कंस्ट्रक्ट को उत्पन्न करते हैं तो इसे ट्रांसक्रिप्शनल ट्यूशन कंस्ट्रक्ट कहते हैं और यह कंस्ट्रक्ट आपको बताएगा कि प्रमोटर एक्टिविटी डोमेन कहां है और विराम लेकिन इस अकेले का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि पौधों में ज्यादातर समय यह देखा गया है कि प्रमोटर बहुत ही स्थानिक नहीं होते हैं कुछ CIS नियामक तत्व हैं जो प्रमोटर गतिविधि के लिए आवश्यक हैं और वे जीन के भीतर भी पाए जाते हैं कभी कभी इंट्रॉन में इसलिए यह हमेशा यह चुनना चुनौतीपूर्ण होता है कि प्रमोटर गतिविधि के लिए कितना क्षेत्र या डीएनए का कितना हिस्सा लेना है यदि आप ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइड से 3 Kb अपस्ट्रीम सीक्वेंस ले रहे हैं तो हमें मान लें और इसे क्लोन कर लें और आपको एक एक्सप्रेशन पैटर्न दिखाई देगा लेकिन यदि आप इसे वेरिफाई करना चाहते हैं या यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वास्तव में यह प्रमोटर एक्टिविटी है आपको यह विश्लेषण इन सीटू संकरण के साथ मिलकर करना होगा तो इन सीटू संकरण में अभी अभी हमने चर्चा की है वहाँ आप केवल जीन या आरएनए के एंडोजीनस अभिव्यक्ति पैटर्न का पता लगा रहे हैं और फिर आप तुलना करने के लिए ट्रांसक्रिप्शनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट का निर्माण कर रहे हैं यदि आपकी प्रमोटर गतिविधि या यदि आपका प्रमोटर रिपोर्टर गतिविधि सीटू संकरण के जैसी है तो आप कह सकते हैं कि प्रमोटर तत्व या प्रमोटर क्षेत्र जिसे आपने चुना है यह पूरा हो गया है और इसमें सभी CIS नियामक तत्व हैं जो कि इस प्रमोटर का हिस्सा है या जिसको इस प्रमोटर की आवश्यकता है ट्रांसलेशनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट में यह अभिव्यक्ति के डोमेन के साथ साथ उप सेलुलर प्रोटीन स्थानीयकरण को भी बताएगा तो यहाँ हम क्या करते हैं हम मूल रूप से वांछित प्रमोटर लेते हैं और फिर हम जीन को भी लेते हैं लेकिन हम कुछ रिपोर्टरों के साथ इस जीन को फ्यूज करते हैं यहां हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्टॉप कोडन को म्यूट कर रहे हैं और फिर फ्रेम में हम कुछ रिपोर्टरों के साथ फ्यूज कर रहे हैं और यदि आप इस कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हैं तो इसे ट्रांसल्यूशनल फ्यूजन कंस्ट्रक्शन कहा जाता है तो यह पहली बात बताएगा कि जहां कभी प्रमोटर गतिविधि है वह रिपोर्ट करेगा और दूसरी बात यह है कि आपके प्रोटीन का सबसेल्यूलर लोकलाइजेशन क्या है क्योंकि आपके प्रोटीन को अब GUS और GFP के साथ टैग किया गया है इसलिए जहाँ भी आपका प्रोटीन स्थानांतरित होगा रिपोर्टर उसकी उपस्थिति की रिपोर्ट करेगा लेकिन यहाँ एक मुद्दा है मुद्दा यह है कि चूंकि आप एक फ्यूजन संलयन प्रोटीन बना रहे हैं इसलिए संभावना है कि यह फ्यूजन आपके प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है आपका प्रोटीन इसकी उचित अवस्था में नहीं हो सकता है और फिर यदि आप इसके स्थानीयकरण की रिपोर्ट करते हैं तो यह हमेशा संदिग्ध होता है कि स्थानीयकरण आर्ट इफेक्ट के कारण है या यह उचित स्थानीयकरण पैटर्न है तो यह कंप्लीमेंटेशन पूरक करने के द्वारा मान्य किया जाना है जिसका अर्थ है कि यदि आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का म्युटेंट उत्परिवर्ती लेते हैं जहां आप कुछ फेनोटाइप देखते हैं और फिर ट्रांसलेशनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट लेते हैं और उत्परिवर्ती पर वापस डालते हैं यदि उत्परिवर्ती के फेनोटाइप को इस कंस्ट्रक्ट से पूरित किया जाता है जिसका अर्थ है कि आपका फ्यूजन संलयन प्रोटीन कार्यात्मक है और आप इसके लोकलाइजेशन स्थानीयकरण पैटर्न पर भरोसा कर सकते हैं मैं कुछ उदाहरण दूंगा जहां महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल फ्यूजन निर्माण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए यदि आप इस SHORTROOT जीन को देखते हैं तो शॉर्ट रूट जीन अरबिडोप्सिस में जड़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण है तो यह इन सीटू संकरण के द्वारा एंडोजीनस आरएन डिटेक्शन है यहां पर आपने शॉर्ट रूट प्रमोटर लिया है और उसको यहां GFP यहां GUS से फ्यूज किया है इस सभी मामले में यदि आप SHORTROOT प्रोटीन के अभिव्यक्ति डोमेन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह जीन संवहनी मुद्दे में व्यक्त किया गया है यह बढ़ती Arabidopsis जड़ का एक अनुदैर्ध्य दृश्य है यह एंडोडर्मिस है इसलिए यदि आप इसे एंडोडर्मिस में देखते हैं तो आपको कोई संकेत नहीं दिखता है लेकिन एंडोडर्मिस उत्तक के बाद जैसे कि पेरीसाईकिल जाइलम फ्लोएम प्रोकेंबियम के पास गतिविधि है इसी तरह आप यहां देख सकते हैं और आप यह तब देख सकते हैं जब यहां जड़ों में इन सीटू संकरण होता है तो यह बताता है कि SHORTROOT प्रमोटर संवहनी ऊतक में सक्रिय है लेकिन जब आप एक ट्रांसलेशनल फ्यूजन बनाते हैं जहाँ आप समान SHORTROOT प्रमोटर का उपयोग कर रहे हैं लेकिन अब SHORTROOT प्रोटीन GFP के साथ ट्रांस्नैशनल फ्यूज किया गया है आप क्या देखते हैं कि एक्सप्रेशन डोमेन के अलावा जो संवहनी ऊतक में है आप यह भी देखते हैं कि प्रोटीन एंडोडर्मिस में भी मौजूद है और एंडोडर्मिस में यह यूपीएस न्यूक्लियस के लिए स्थानीयकृत हो रहा है और यह बहुत अधिक महत्व रखता है भविष्य की कक्षाएं हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसका कार्यात्मक महत्व क्या है यदि आपका प्रमोटर सक्रिय है तो केवल संवहनी ऊतक में ट्रांस्क्रिप्शन चल रहा है कैसे आपका प्रोटीन ऊतक में मौजूद है जहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो यह एक सूचना देता है कि एक संभावना हो सकती है कि आपका प्रोटीन संवहनी ऊतक में संश्लेषित हो रहा है फिर संवहनी ऊतक से यह पड़ोसी कोशिकाओं में पलायन कर रहा है जो इस मामले में एंडोडर्मिस है और यह केवल तभी संभव है जब आप जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल फ्यूजन कंस्ट्रक्ट दोनों का अध्ययन करते हैं इसी तरह का अध्ययन Arabidopsis thaliana के शूट एपिकल मेरिस्टेम में किया गया है और यहां एक महत्वपूर्ण प्रोटीन जिसे WUSCHEL कहा जाता है का अध्ययन किया जाता है WUSCHEL को विनियमित करने और मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है आप अगली कक्षा में देखेंगे यहां यदि आप WUSCHEL के इंसिटू संकरण पैटर्न को देखते हैं आप देखते हैं कि यह WUSCHEL इस डोमेन में कहीं पर व्यक्त किया गया है लेकिन यह डोमेन जो L 1 और L 2 लेयर है यह पुष्पक्रम मेरिस्टेम है यह फ्लोरल मेरिस्टेम है सभी मामलों में आप देख सकते हैं कि L 1 और L 2 लेयर में उनके पास RNA नहीं है जिसका अर्थ है कि एल 1 और एल 2 परत मैं WUSSEL का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है लेकिन जब आप WUSCHEL के प्रोटीन स्थानीयकरण की तलाश करते हैं तो यह WUSCHEL प्रमोटर है ड्राइविंग GFP WUSCHEL प्रोटीन के साथ जुड़े हुए है आप देख सकते हैं कि एल 1 और एल 2 परत में दोनों परतों में प्रोटीन होता है तो ट्रांसक्रिप्शनल रूप से यह यहाँ है आरएनए यहाँ है और फिर प्रोटीन उस क्षेत्र में भी मौजूद है जहाँ WUSCHEL के लिए सक्रिय प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो यह बताता है कि यह प्रोटीन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो सकता है अंतिम विधि जो टेंपोरल और स्पेसीएल एक्सप्रेशन का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है वह प्रमोटर ट्रैपिंग या एन्हांसर ट्रैपिंग या जीन ट्रैपिंग है यह ट्रैपिंग क्या है ट्रैपिंग करने के विभिन्न प्रकार हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं यह विशिष्ट जीनोमिक डीएनए है और फिर उदाहरण के लिए आप एक जीन की पहचान बहुत विशेष या परिभाषित अभिव्यक्ति पैटर्न के साथ करना चाहते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं इसको करने का एक तरीका है एनहांसर ट्रैपिंग यहां पर आप प्रमोटर ट्रैकिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे यदि आपको एक अपनी रूचि के अनुसार एक प्रमोटर को ट्रैक करना है यदि आप एक जीन की पहचान करना चाहते और मान लेते हैं कि हैं की इसकी अभिव्यक्ति पतियों में हुई है अथवा यह केवल पैटर्न में ही अभिव्यक्त हुआ है और यदि आप रिवर्स जेनेटिक आधारित अध्ययन के लिए उस तरह के जीन की पहचान करना चाहते हैं तो आप यह कैसे कर सकते हैं आप एक कंस्ट्रक्ट का निर्माण कर सकते हैं जहां पर एक रिपोर्टर जीन को रख सकते हैं जोकि प्रमोटर रहित रिपोर्टर जीन है और TDNA मैं एक कंस्ट्रक्ट का निर्माण कर सकते हैं और इस TDNA का उपयोग एक ट्रांसजेनिक पौधे को विकसित करने के लिए कर सकते हैं तो यह TDNA अनियमित तरीके से जीनोम में डाला गया है और यदि हम यह मान लेते हैं कि यह TDNA जीन ऑफ इंटरेस्ट में डाला गया है जोकि पेटल में अभिव्यक्त हुआ है हम मानते हैं कि यदि यह प्रमोटर है यह जीन है और यहां कंस्ट्रक्ट इनशर्ट हुआ है तब अब इसे जीन से एक प्रमोटर गतिविधि मिली है जो पंखुड़ी की अभिव्यक्ति की तरह है और फिर आपके पास यहां एक रिपोर्टर जीन है तो मूल रूप से आप जीनोम में एक रिपोर्टर को यादृच्छिक रूप से एकीकृत कर रहे हैं और ट्रांसजेनिक लाइन की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपके रिपोर्टर को एक प्रमोटर के बहाव में एकीकृत किया गया है जो एक विशेष ऊतक में सक्रिय है और फिर आप उन्हें अलग कर सकते हैं इसी तरह आप जीन ट्रैपिंग कर सकते हैं आप एन्हांसिंग ट्रैपिंग कर सकते हैं इनहैनसर ट्रैपिंग में मूल रूप से हम क्या करते हैं हम एक न्यूनतम प्रमोटर और फिर रिपोर्टर्स को लेते हैं और फिर इनहैनसर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं यहां हम प्रमोटर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि बहुत सारे जीनों की पहचान करने के लिए इसका बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है जिनके एक्सप्रेशन बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से हैं उदाहरण के लिए इस जीन को पत्ती में व्यक्त किया जाता है जिसे ट्राइकोम में व्यक्त किया जाता है तब यह रूट एपिकल मेरिस्टेम में व्यक्त किया जाता है इसी तरह यदि आप देख सकते हैं तो यहां पार्श्व प्राइमर्डियस आ रहे हैं इसलिए मूल रूप से क्योंकि आप टी डीएनए अनुक्रम को जानते हैं तो आप जीन को मैप करने के लिए आणविक जीव विज्ञान आधारित तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जहां एकीकरण की साइट है तो आप कार्यात्मक अध्ययन के लिए जीन की पहचान कर सकते हैं यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां उन जीनों या रेखाओं की पहचान की गई है जो या तो पंखुड़ी या पुंकेसर दिखाती हैं और उनमें से कुछ को पंखुड़ी और पुंकेसर दोनों में व्यक्त किया जाता है तो बड़ी संख्या में जीन ट्रैप लाइन उत्पन्न हुई है और यदि आप इन रेखाओं को देखते हैं तो वे एक अलग अभिव्यक्ति पैटर्न रखते हैं उनमें से कुछ को विशेष रूप से पंखुड़ी में व्यक्त किया जाता है या विशेष रूप से पुंकेसर में व्यक्त किया जाता है उनमें से कुछ को पंखुड़ियों और पुंकेसर दोनों में व्यक्त किया गया है तब आप इस जीन को मैप कर सकते हैं और फिर पहचान कर आगे के कार्य के लिए इस जीन को ले सकते हैं इसलिए यदि मैंने आज जो चर्चा की है उस पर मैं फिर से चर्चा करूं आज हमने अभिव्यक्ति पैटर्न विश्लेषण को समाप्त कर दिया है विशेष रूप से हमने लिया है कि पौधे में जीन के टेंपोरल और स्पेसीएल अभिव्यक्ति पैटर्न का अध्ययन करने के तरीके क्या हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप किसी विशेष अंग के विकास का अध्ययन कर रहे हैं या यदि आप किसी विकासात्मक प्रक्रिया के कुछ पुटेटिव नियामक की पहचान कर रहे हैं और यदि आप विकास की प्रक्रिया में उनके विशिष्ट कार्य का अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए मैं यहां रुकूंगा अगली कक्षा में हम एक जीन के कार्यात्मक लक्षण पहचान पर चर्चा करेंगे इसलिए एक बार जब आप एक जीन की पहचान कर लेते हैं तो आप इसे आगे के कार्यात्मक लक्षण पहचान के लिए कैसे ले जाएंगे